इस व्याख्यान 19 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है हम संकेत प्रवाह चित्र की सहायता से नेटवर्क विश्लेषक अंशांकन करेंगे अब नेटवर्क विश्लेषक हमने इस पाठ्यक्रम में पेश किया है कि यह एक नेटवर्क के स्कैटरिंग मापदंडों को मापता है यही कारण है कि यह माप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है अब नेटवर्क विश्लेषक में जब आप इसकी वास्तुकला पर चर्चा करते हैं तो हमने वहाँ स्कैटरिंग मापदंडों की माप देखी है जो कि भिन्न प्लेन पर निर्भर है यदि आप संदर्भ प्लेन को बदलते हैं तो नेटवर्क विश्लेषक से एस मापदंड बदल जाता है अब माप में नेटवर्क विश्लेषक में इसका संदर्भ प्लेन उस उपकरण के अंदर है जो बाहर तक पहुंच योग्य नहीं है लेकिन बाहर के पोर्ट से हम कुछ योजक को जोड़ने वाले पोर्ट से DUT को जोड़ने के लिए हम कुछ ट्रांजिशन को जोड़ते हैं हम कुछ तारों वगैरह को जोड़ते हैं और फिर उपकरण कि हम परीक्षण करना चाहते हैं संदर्भ समय 0140 तो यह अतिरिक्त चीज जो विस्थापित करती है यह अतिरिक्त जोड़ है योजक तार जो संदर्भ प्लेन को ट्रांस्पोज करता है और इसीलिए माप में उन नुकसान और चरण देरी शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से किसी भी तार योजक वगैरह में मौजूद हैं तो माप में कुछ त्रुटि है नेटवर्क विश्लेषक के रूप में अब हम सटीक माप है इसलिए ये त्रुटियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं अब माइक्रोवेव बेंच वगैरह में माप स्वयं इतना सटीक नहीं है यही कारण है कि वे इस त्रुटि का कारण भी हैं कि संदर्भ प्लेन में परिवर्तन इतनी प्रमुखता में नहीं आता है लेकिन यहां नेटवर्क विश्लेषक में चूंकि यह एक बहुत ही सटीक उपकरण है तो इन सबको ठीक करने की आवश्यकता है जो इन सभी त्रुटियों वगैरह त्रुटियों को एक डब्बा में रखकर किया जाता है जिसे त्रुटि डब्बा कहा जाता है तो त्रुटि डब्बा इन सभी नुकसानों या त्रुटि प्रभावों का प्रतिरूप करता है अब त्रुटि डब्बा S मापदंड द्वारा परिभाषित है तो अगर हम जानते थे कि कोई त्रुटि है तो हम उस त्रुटि को दिखा सकते हैं जो यह देखेगा कि यह कैसे किया गया है और उस त्रुटि डब्बा में एस मापदंड है ये मान ली गई हैं लेकिन यह हमेशा हो सकता है यदि धारणा मान्य नहीं है तो आप कर सकते हैं कि दो पोर्ट पर जो भी अतिरिक्त चीज आप जोड़ते करते हैं उस त्रुटि के कारण योजक वगैरह जिससे वे सममित होते हैं और उनकी समान विशेषता प्रतिबाधा होती है अब यदि आप नहीं जानते हैं कि सामान्यीकृत एस मापदंड में विभिन्न विशेषता प्रतिबाधा को कैसे संभालना है तो हमने आपको दिखाया है इसके अलावा हम दोनों पोर्ट के लिए त्रुटि बक्सों को समान रूप से ग्रहण करते हैं इसका मतलब है कि दोनों पोर्ट एक समान जोड़ हैं अगर आपको सूत्र में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है और यह भी है कि त्रुटि डब्बा पारस्परिक हैं इसका मतलब है कि हम उस जोड़ में कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे हैं और ट्रांजिशन वगैरह जो गैर पारस्परिक है इसलिए त्रुटि डब्बा भी एक पारस्परिक है अब नेटवर्क विश्लेषक का अंशांकन सबसे सरल तरीका है जो पहले के दिनों में किया जाता था कि यदि आपके पास 3 मानक लोड हैं एक शॉर्ट था एक खुला था दूसरा लोड से मेल खाता है आप जानते हैं कि उनका व्यवहार क्या है परावर्तन गुणांक क्या है लोड पर शॉर्ट में ऋणात्मक 1 ओपन में धनात्मक 1 मैचेड लोड 0 होगा तो इसके द्वारा आप पा सकते हैं लेकिन इन मानक लोड को प्राप्त करने से आप देख सकते हैं कि मैं एक शॉर्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ जो कि परावर्तन गुणांक ऋणात्मक 1 है लेकिन वास्तव में अगर आप शॉर्ट को गढ़ना चाहते हैं तो यह एक धातु की प्लेट है अब इसमें एक मोटाई है अब जो कुछ भी आप देखते हैं कि इसे कुछ भी अवशोषित नहीं करना चाहिए लेकिन आम तौर पर कुछ तरंगें अंदर जाती हैं इसलिए पूरा परावर्तन आपको नहीं मिलता है इसके अलावा परावर्तित तरंग का चरण आयातित तरंगों के चरण के विपरीत 180 डिग्री है जो हमेशा सच नहीं होता है इसलिए यह कुछ अपूर्णता है अब एक ओपन बनाना काफी समस्याजनक चीज है जिसे आप जानते हैं कि एक प्रसारण रेखा है जिसके द्वारा वास्तव में एक शॉर्ट को ओपन में परिवर्तित किया जाता है और अब वह चीज एक विशेष आवृत्ति पर बहुत सटीक है हमेशा ऐसा नहीं होता है और मिलान लोड भी होता है जिसे हम इसके अलावा छोड़ देते हैं पूरी बात को अवशोषित कर रहा है पूरी शक्ति कुछ भी नहीं निकल रही है लेकिन वास्तव में कुछ निकल आता है तो इस तरह के किसी भी मानक अपूर्ण है जाहिर है यह बहुत है कि अपूर्णता छोटी है लेकिन कुछ अपूर्णता है इसलिए बाद में लोग उन चीजों के साथ आते हैं जिनकी हमें कुछ लोड की आवश्यकता होती है लेकिन वे इतने मानक मानक लोड नहीं हैं कि अंशांकन प्रक्रिया जो कि आजकल एक आधुनिक अंशांकन प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है जिसे TRL अंशांकन कहा जाता है अब TRL T का अर्थ थ्रू है थ्रू का अर्थ है थ्रू रेखा जैसा कि हम एक दिशा युग्मक में दिखा रहे हैं जो कि रेखा के माध्यम से है तो थ्रू परावर्तन रेखा में है अब थ्रू क्या है थ्रू का मतलब सिर्फ पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को जोड़ने के बजाय उस DUT को जोड़ने से है यदि आप नेटवर्क विश्लेषक के सुलभ पोर्ट 1 सुलभ पोर्ट 2 को सीधे एक साथ जोड़ते हैं जिसे थ्रू जोड़ कहा जाता है जाहिर है मेल फीमेल होगी इसीलिए वहां कुछ तो है लेकिन थ्रू फिर परावर्तन का मतलब है कि आप उच्च परावर्तित लोड का उपयोग करते हैं उच्च परावर्तित लोड क्या है या तो एक खुला या शॉर्ट दोनों उच्च परावर्तन देता है दोनों मान 1 के पास हैं 1 ऋणात्मक 1 और एक धनात्मक 1 है तो आप कोई भी लेते हैं और यह बिल्कुल ऋणात्मक 1 और धनात्मक 1 नहीं होना चाहिए यही कारण है कि इसे परावर्तन कहा जाता है न तो शॉर्ट और न ही खुला कि यह परावर्तन गुणांक का एक उच्च मूल्य है और उस मूल्य को भी यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि परावर्तन गुणांक क्या है जो उच्च होना चाहिए ताकि आपको अच्छी मात्रा में परावर्तित संकेत मिले लेकिन वास्तव में इस अंशांकन के एक अनुत्पादक के रूप में इसका मूल्य यह पता चलता है कि वह Γ L मूल्य था इसी तरह एक रेखा क्या है यह प्रसारण रेखा की कुछ लंबाई है इसलिए चूंकि पोर्ट आम तौर पर समाक्षीय होते हैं संदर्भ समय 0830 इसलिए यह कुछ प्रकार के समाक्षीय संदर्भ समय 0834 रेखा है लेकिन तरंग गाइड अंशांकन में यह तरंग गाइड रेखा की कुछ लंबाई हो सकती है अब यहां यह भी जानिए कि उस रेखा की लंबाई क्या है जिसे आपको नहीं जानना चाहिए या उस रेखा का परावर्तन गुणांक क्या है जिसे भी नहीं जानना चाहिए रेखा को हानिरहित होने की आवश्यकता नहीं है पूरे गामा γ इसका मतलब है कि एल में परावर्तन गुणांक उस चीज को अंशांकन के अनुत्पादक के रूप में आता है तो TRL अंशांकन इतना अच्छा है कि यह लोड या अन्य चीजें और इतना सही नहीं है लेकिन यह भी सही होना आवश्यक नहीं है लेकिन यह पूरी प्रक्रिया में उन मूल्यों का पता लगाता है जिन्हें TRL अंशांकन कहा जाता है अब पहले हम थ्रू जोड़ के खंड आरेख को देखते हैं अब आप उस पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को देखते हैं जो उन्हें एक साथ रखा जाता है अब जाहिर है यह नेटवर्क विश्लेषक का वास्तविक वास्तविक संदर्भ प्लेन है जो इसके पोर्ट के अंदर है और ये तब से हैं जब कुछ जुड़ा हुआ है इसलिए एक त्रुटि डब्बा है जैसा कि हमने कहा कि दोनों पक्षों में हमने एक ही चरण में त्रुटि डब्बा मान लिया है आपके द्वारा देखे जाने वाले जोड़ की प्रकृति के कारण S के बजाय आपके पास दोनों तरफ प्रसारण मापदंड हो सकते हैं और आप देखते हैं कि यदि आप इस पक्ष को ABCD कहते हैं तो आपको DBCA को कहना चाहिए क्योंकि यहां चीजें एक तरफ से दूसरी तरफ से यहां आ रही हैं तो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 का सीधा जोड़ जिसे थ्रू जोड़ कहा जाता है अब संकेत प्रवाह चित्र में ये क्या होंगे तो आप देखते हैं कि आपके पास यह एस मैट्रिक्स है हमें पता है कि यह एक त्रुटि डब्बा एस मैट्रिक्स है जहां एक ही एस मैट्रिक्स को यहां ग्रहण किया जाता है केवल एक चीज है a2 b2 यह a1 है यह a2 है यह b2 है यह b1 है अर्थात क्यों ये दिशा वगैरह वे बदल गए और अंदर आप थ्रू को देखते हैं थ्रू का सीधा मतलब है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक संचरण 1 है इस बिंदु से इस बिंदु तक 1 है कोई संचरण रेखा भी नहीं है यह सिर्फ 2 है यही कारण है कि इन दो जोड़ की ये दो लूप 1 से जुड़े हुए हैं अब परावर्तित जोड़ जो आप देखते हैं कि आपके पास उच्च परावर्तन लोड है इसलिए पोर्ट 1 पोर्ट 1 को उच्च परावर्तन गुणांक मिल रहा है इसी तरह पोर्ट 2 में आप उच्च परावर्तन गुणांक को जोड़ते हैं इसलिए बड़े परावर्तन गुणांक के साथ एक लोड जैसा कि मैंने कहा कि नाममात्र खुला और शॉर्ट होगा हमारे Γ L मूल्य को जानने के लिए आवश्यक नहीं है अब इस हिस्से को हम आर मैट्रिक्स के रूप में बुला रहे हैं इस प्रकार आर तो यह त्रुटि डब्बा है कि अब हम आर मैट्रिक्स हैं जैसे पिछले मामले में यह जब आप टी को जोड़ रहे हैं कि हम इस पूरे त्रुटि डब्बा को कह रहे हैं और इस जोड़ को हम यहां टी मैट्रिक्स कह रहे हैं परावर्तन के संबंध में हम आर मैट्रिक्स कह रहे हैं यह संकेत प्रवाह चित्र है जो पोर्ट 1 पोर्ट 2 और बीच में Γ L है तो यह परावर्तन के जोड़ के कारण यहां दो असंबद्ध रेखांकन हैं जो कि पोर्ट 1 जो कि पूरी तरह से अपने आप ही हो रहा है पोर्ट 2 अपने आप ही हो रहा है अब यह रेखा जोड़ का खंड आरेख है तो रेखा का मतलब एक प्रसारण रेखा का उपयोग करना है जिसे हम बीटा β नहीं मान रहे हैं यह गामा γ है तो नुकसान की अनुमति है यह एक लंबाई l है इसलिए आप पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बीच एक रेखा प्रसारण रेखा का जोड़ देखते हैं जैसा कि मैंने कहा कि लंबाई जानना जरूरी नहीं है और नुकसान जानना भी जरूरी नहीं है यह पूरी तरह से यह दो त्रुटि बक्से हैं और यह रेखा एक साथ है कि हम एल मैट्रिक्स के रूप में नामित करेंगे इसलिए यदि हम T R और L मैट्रिक्स को जानते हैं तो हम इस त्रुटि डब्बा को पूरी तरह से पा सकते हैं जो अब दिखाएगा और यह रेखा जोड़ का संकेत प्रवाह चित्र है हम इन रेखा के बीच दो पोर्ट नेटवर्क प्राप्त करते हैं अब T मैट्रिक्स पर आएं यह संकेत प्रवाह चित्र था यहां यंत्र सूत्र लागू करेंगी इसलिए जब हम टी मैट्रिक्स को खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो मूल रूप से यह टी मैट्रिक्स सभी कुछ एस मैट्रिक्स स्कैटरिंग मापदंड है यह एक साथ स्कैटरिंग मापदंड है त्रुटि डब्बा दो तरफ और फिर दो जोड़ है तो यह T 11 b1 a 1 होगा जब a2 0 के बराबर होगा इसका मतलब है यह मिलान पे फिर आपको कितना मिल रहा है इसका मतलब है मुझे इस स्वतंत्र चर से इस आश्रित चर पर आना होगा तो मैं किन रास्तों से जा सकता हूं एक रास्ता निश्चित रूप से ऐसा है जिसे हम P1 कह रहे हैं और यह पथ S11 है एक और रास्ता यह है यह एक है फिर मैं वापस आ सकता हूं तो यह एक और रास्ता है जिसे हम S 12 1 S 22 1 S12 सभी गुणनफल कह रहे हैं क्या कोई और रास्ता है जिससे मैं इस तरह आ सकूँ लेकिन कोई आने वाला नहीं है लेकिन क्या मैं इस तरह आ सकता हूं कि हम पहले ही कर चुके हैं लेकिन यह एक हम नहीं आ सकते तो इस तरफ से आने के लिए केवल दो रास्ते हैं क्या अब कोई लूप है इसलिए यह देखें कि यह एक लूप नहीं है क्योंकि मैं यहां नहीं आ सकता यह एक लूप है तो यह फिर से एक लूप है यह अब लूप नहीं है तो केवल 1 पहला क्रम के लूप है जो 1 है S 22 1 S 22 जिसे हमने L लिखा है यह है अब जाहिर है चूंकि केवल एक ही L है तब L L वगैरह नहीं है अब हम यह भी देखें कि क्या L P1 है इसका मतलब है पहला क्रम के लूप नहीं छूने वाले P1 P1 यह हिस्सा है और यह पहला क्रम के लूप है संदर्भ समय 1637 इसलिए स्पष्ट रूप से वे गैर स्पर्शक हैं तो एक मूल्य क्या है यह लूप होगा इसका मूल्य इस प्रकार है तो L P1 S222 इस लूप का मान है और L P2 P2 यह पथ है लेकिन यह लूप उस पथ को छू रहा है इसीलिए L P20 है तो इसके साथ आप T 11 मान संदर्भ समय 1712 सूत्र रख सकते हैं कि P1 1− L P1 में S 11 है जो S222 धनात्मक P2 1 ऋणात्मक L P2 जो 0 था और यहां 1 ऋणात्मक Γ L और यहां L L वगैरह हैं तो इसीलिए यह बात इस के संदर्भ में यह आपकी T 11 बन जाती है इसे हम पहला समीकरण कह रहे हैं तब T 12 का निर्धारण T 12 की परिभाषा क्या होती है a1 अब 0 होना चाहिए इसलिए हम 1 0 डाल रहे हैं और b1 a2 पाएंगे b1 यह है a2 यह है इसलिए a2 से b1 तक हम कैसे एक पथ पर आ सकते हैं जिसे मैं सीधे देख रहा हूं इसलिए P1 S12 ⋅ 1 ⋅ S12 क्या कोई और रास्ता है क्या मैं यहां जा सकता हूं नहीं यह अवरुद्ध है फिर यह है फिर यह अवरुद्ध है इसलिए यहां पर कोई और पथ नहीं है यहाँ आने के लिए एक रास्ता है क्या कोई लूप है हां वह पुराना लूप जो मुझे मालूम है लेकिन मेरा रास्ता और यह लूप वे छू रहे हैं तो L P10 और जाहिर है कोई L L वगैरह नहीं हैं तो आप इस मान को S12 1 ऋणात्मक कि L P1 को 0 रख सकते हैं इसलिए हम इसे दूसरा समीकरण कह रहे हैं फिर T 21 और T 22 आप समरूपता द्वारा संकेत प्रवाह चित्र देखते हैं हम कह सकते हैं कि T 22 T 11 के बराबर है और पारस्परिकता से पूरी चीज पारस्परिक है त्रुटि डब्बा जिसे पारस्परिक माना जाता है स्पष्ट रूप से थ्रू जोड़ पारस्परिक है पारस्परिकता से T 12 में T 21 द्वारा तो इससे कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती है लेकिन हम जानते हैं कि अब टी मैट्रिक्स पूरी हो गई है इसका मतलब है थ्रू जब आप इस एस मापदंडों के संदर्भ में इस टी के माध्यम से बनाते हैं तो हम जानते हैं अब टी मैट्रिक्स हम माप सकते हैं अब आप R11 के इस माप को देखते हैं तो यह संकेत प्रवाह चित्र है अब R11 b1 a1 है इसका मतलब है मुझे यहाँ से यहाँ आना होगा एक रास्ता सीधे यह है इसलिए P1 S 11 है दूसरा रास्ता यह है कि S12 Γ L S12 P2 आप देखें अब लूप L कहां है क्या कोई L है यह लूप है आप देख सकते हैं कि यह लूप है कोई अन्य लूप नहीं है तो Γ L S22 और L P करता है तो यह S 11 काटता है S 11 यह लूप है कि वे काट नहीं रहे हैं इसलिए L P यह L मान होगा L P P क्या है ये ये ये लूप ये हैं तो वे उस L P 0 को छू रहे हैं अब इसके साथ आप इसे आविष्कार सूत्र डाल सकते हैं R11 यह होगा जो आपको ये समीकरण देगा गामा 3 फिर पोर्ट 1 और 2 अलग किए गए हैं तो जाहिर है हम R12 और R21 कह सकते हैं कि वे 0 हैं क्योंकि संकेत प्रवाह चित्र में ही कटौती होती है इसलिए 1 से 2 या 2 से 1 संकेत नहीं आ सकता है इसलिए R12 और R21 0 होगा और पूरी चीज़ सममित है इसलिए आप कह सकते हैं कि R22 R11 है लेकिन यह पूरा आर मैट्रिक्स निर्धारित नहीं करता है आर जोड़ के लिए स्कैटरिंग मैट्रिक्स हमें कोई अतिरिक्त जानकारी अतिरिक्त समीकरण नहीं देता है फिर अंतिम एक L11 वे फिर से L11 हैं b1 a1 तो a1 से b1 एक रास्ता b1 है एक और रास्ता ये है ये ये ये ये ये S 12 ⋅ e−γl ⋅ S 22 ⋅ e−γl⋅ S 12 दो रास्ते हैं क्या कोई तीसरा भाग है मैं अब यहाँ जा सकते हैं क्योंकि यह अनुमति नहीं है तो दो रास्ते हैं अब कोई लूप है क्या जाहिर है यह एक लूप है तो e−γl ⋅ S 22 e−γl ⋅ S 22 यह एक लूप है कोई अन्य लूप है आप देखते हैं कि यह एक लूप नहीं है यह लूप नहीं है कोई एस मापदंड लूप नहीं हो सकता है 2 पोर्ट एस वर्ग मीटर अब L यह P1 के साथ छू रहा है यह लूप 1 के साथ नहीं छू रहा है तो L P मान इस लूप का मान होगा जो कि e−2 γl ⋅ S 222 है अब यह एक L P2 लेकिन L P2 यह है और यह लूप है इसलिए वे इसलिए छू रहे हैं इसलिए L P2 भी 0 है अब आप इसे मान डाल सकते हैं मान कुछ इस तरह के होंगे जो हमें समीकरण 4 देते हैं L12 L12 निकालना L12 क्या है b1 a 2 इसलिए सीधा रास्ता है P → S 22 e−γl ⋅ S12 क्या कोई और रास्ता है आप यहां जा सकते हैं लेकिन फिर यह अटक जाएगा मैं यहां जा सकता हूं मैं फंस जाऊंगा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है और क्या कोई लूप है जाहिर है यह लूप पिछली बार भी हमने देखा है कि L है लेकिन L इस लूप को छू रहा है इसलिए इस मामले में L 0 है तो यह L12 का हमारा मान है इसलिए 5 समीकरण तो आपको यह देखने को मिला है कि त्रुटि डब्बा S 12⋅ S 11 ⋅ S 2 2 वगैरह के संदर्भ में हमें यह 5 समीकरण मिल गए हैं अब जब आप इन सभी मामलों में देखते हैं तो नेटवर्क विश्लेषक रेखा जोड़ के लिए इन एल मैट्रिक्स को माप रहा है आर मैट्रिक्स आर जोड़ और टी मैट्रिक्स टी जोड़ यह माप रहा है क्योंकि ये इसके आंतरिक प्लेन हैं तो यह पूरी चीज इसे माप रही है तो हमने पाया है कि उस माप से यह T 11 S 11 ⋅ S12⋅ S 22 के संदर्भ में पाया जाएगा तो एस मापदंड 4 एस मापदंड हैं और हमारे पास 5 ऐसे समीकरण हैं हमारे पास 5 ऐसे समीकरण हैं तो वे पारस्परिक द्वारा सममित द्वारा हल किया जा सकता है हमारे पास 5 समीकरण हैं हमारे पास 5 अज्ञात S 11 ⋅ S 12⋅ S 22⋅ हैं इसलिए त्रुटि डब्बा पारस्परिकता के कारण हम जानते हैं कि S 12 और S 2 1 समान होंगे तो S 2 1 को यहां नहीं दिखाया गया है इसलिए S11 ⋅ S 12⋅ S 22 3 अज्ञात है Γ L एक अज्ञात है इसका मतलब है कि एक लोड जिसे हम उस संबंध के मामले में जोड़ते हैं वह परावर्तन गुणांक है और रेखा एल के मामले में Γ L है तो 5 अज्ञात क्या 5 समीकरण हैं जिन्हें हम हल कर सकते हैं मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि 5 अज्ञात 5 समीकरणों को उचित हेरफेर द्वारा हल करना है यह हेरफेर लंबे समय से एक है लेकिन आप इसे हल कर सकते हैं तो इसके द्वारा आप यह निर्धारित कर सकते हैं यदि आप यह 3 निर्धारित करते हैं तो मूल रूप से आप त्रुटि डब्बा के पूर्ण सममिति का निर्धारण कर रहे हैं तो आप त्रुटि बक्से को जानते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि वास्तविक त्रुटि डब्बा क्या है जब आप वास्तविक माप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ DUT में आपके पास यह त्रुटि डब्बा होगा तो आप उन त्रुटि डब्बा और भी परावर्तित की प्रक्रिया में Γ L पाते हैं परावर्तित जोड़ भी पता चलता है जो कि हमारा उद्देश्य नहीं था लेकिन आप देखते हैं कि आप किस प्रकार के लोड का उपयोग कर रहे हैं यह लोड बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि यदि संकेत कम आ रहा है तो संवेदनशीलता समस्याएं आती हैं ताकि आप यह भी जांच सकें कि आप अपना थ्रू जोड़ प्राप्त कर सकते हैं कि इसका Γ L क्या है तो आप इतनी अच्छी प्रक्रिया देखते हैं कि आप 3 ऐसे TRL जोड़ो को मापते हैं जो एस मापक आप मापते हैं नेटवर्क विश्लेषण मापते हैं तो यह पता चलता है कि इन गणित द्वारा एस है और फिर यह अब पता है कि त्रुटि डब्बा है तो वास्तविक माप समय यह उन त्रुटि को सही कर सकता है तो मैं बात करता हूं कि आप इस प्रकार की काम्प्लेक्स चीजों को संकेत प्रवाह चित्र की मदद से देखते हैं यह बहुत सरल है यही कारण है कि यह सूक्ष्म डिजाइनरों के लिए एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी उपकरण है इसके साथ हम अंतिम ट्यूटोरियल को छोड़कर सभी व्याख्यान पूरा करते हैं इसलिए यहां हमने 3 मुख्य उपकरण स्मिथ चार्ट स्कैटरिंग मापदंड संकेत प्रवाह चित्र देखे हैं लेकिन हमने बहुत सारे उपयोग देखे हैं हमने प्रतिबाधा मिलान तकनीक देखी है हमने नेटवर्क विश्लेषक माप माइक्रोवेव बेंच देखा है माप नेटवर्क विश्लेषक हमने नेटवर्क विश्लेषक अंशांकन को भी देखा है और हमने कुछ उपयोगी उपकरणों को भी देखा है उनके स्कैटरिंग मापदंड जैसे दिशात्मक युग्मक और मैजिक टी जो माइक्रोवेव सर्किट में भारी उपयोग किए जाते हैं उनको भी देखा है तो इस सैद्धांतिक भाग के पूरा होने के साथ ही इन संकेतों प्रवाह चित्र और इन मापदंडों में से कुछ को समझने के लिए ट्यूटोरियल होगा